एक नोड के माध्यम से एक वोल्टेज स्रोत को धक्का देना अगला प्रमेय जिस पर मैं विचार करूंगा वह उन सर्किटों के हेरफेर से संबंधित है जिनमें एक विशेष तरीके से वोल्टेज स्रोत होता है अब इसका उपयोग तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है लेकिन बाद में कभी कभी आप इसका उपयोग करके कुछ प्रकार के सर्किटों के गुणों को आसानी से समझ सकते हैं प्रमेय मैं इसे एक नोड के माध्यम से एक वोल्टेज स्रोत को धक्का देना कहूंगा यह एक संचलन में स्पष्ट होगा कि मेरा क्या मतलब है अब एक नोड पर विचार करें और इस नोड से कई शाखाएं जुड़ी हुई हैं मान लें कि इस नोड से जुड़ी N शाखाएँ हैं और n उनमें से एक में समान ध्रुवता वाले ये वोल्टेज हैं इसका मतलब है कि ऋणात्मक इस नोड से जुड़ा हुआ है यह चिंता का नोड है सर्किट में अन्य नोड होंगे लेकिन यह वह नोड है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वोल्टेज स्रोतों की संख्या है उन सभी को ऋणात्मक परिभाषित किया गया है नोड और उन सभी में बिल्कुल समान वोल्टेज V शून्य है तो मान लें कि यह मामला कुछ आकस्मिक स्थिति है जिसका उपयोग मैं फिर से बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कर रहा हूं हमारे पास एक नोड है जिसमें हमारे पास नोड से जुड़ी n शाखाएं हैं और n में उनमें से एक में हमारे पास समान वोल्टेज स्रोत हैं एक ही दिशा में और नौवां यह एकपक्षीय हो सकता है यह अब कुछ भी हो सकता है मान लें कि हमारे पास कुछ संदर्भ नोड हैं मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा जिसके संबंध में हम सभी वोल्टेज को मापते हैं सभी नोड वोल्टेज मान लें कि इस नोड पर वोल्टेज कुछ V n है अब इस विशेष नोड पर वोल्टेज क्या होगा जो इसके बीच है और संदर्भ फिर से खुद को दोहराने के लिए वोल्टेज हमेशा दो नोड्स के बीच मापा जाता है इसलिए जब मैं किसी विशेष नोड पर वोल्टेज कहता हूं तो इसका मतलब है कि उस नोड और संदर्भ नोड के बीच वोल्टेज तो संदर्भ नोड को पहले और निर्दिष्ट किया जाना चाहिए इसलिए कि यह कथन सार्थक है एक कथन है जैसे कि एक नोड पर वोल्टेज क्या है तो अब इस नोड और संदर्भ नोड के बीच वोल्टेज V n है इस नोड के बीच वोल्टेज क्या है और संदर्भ नोड किरचॉफ के वोल्टेज कानून के एक सरल अनुप्रयोग द्वारा आप देखते हैं कि यह वी V n V शून्य है और फिर इस विशेष नोड को यहां पहली शाखा पर देखें वह वोल्टेज क्या है फिर से V n V शून्य है और इसी तरह आप देखते हैं कि वोल्टेज स्रोत के बाद इन सभी बिंदुओं पर वोल्टेज बिल्कुल वही है और V n V शून्य है तो वोल्टेज स्रोत के ठीक ऊपर के सभी नोड V n v शून्य पर हैं इसका मतलब है कि ये सभी नोड बिल्कुल एक ही वोल्टेज पर हैं अब यह पता चला है कि यदि आपके पास एक सर्किट में एक ही वोल्टेज के साथ अलग अलग नोड हैं तो आप सर्किट में कुछ और बदले बिना उन्हें एक तार से जोड़ सकते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर दस वोल्ट का स्रोत है मेरे पास दो किलो ओम और तीन किलो ओम है और आप आसानी से देख सकते हैं कि इस पार वोल्टेज छह वोल्ट है और उस पार वोल्टेज चार वोल्ट है और यहां करंट दो मिली एम्पीयर है मुझे उसी वोल्टेज स्रोत से जुड़े प्रतिरोधों का एक और सेट लेने दें शायद यह बीस किलो ओम है और यह तीस किलो ओम है फिर से आप देखते हैं कि निचले रेसिस्टर में हमारे पास 6 वोल्ट हैं और ऊपरी रेसिस्टर में हमारे पास 4 वोल्ट हैं और यहाँ करंट 02 मिली एम्पीयर है अब मान लें कि हम इसे संदर्भ नोड के रूप में लेते हैं हम देखते हैं कि यहां यह नोड वोल्टेज छह वोल्ट है और यहां यह नोड वोल्टेज भी छह वोल्ट है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इन दोनों नोड्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये दोनों सर्किट में कुछ और बदले बिना छह वोल्ट हैं यह एक साधारण सर्किट है और यदि आप इन प्रतिरोधों के माध्यम से धाराओं को इस कनेक्शन के साथ और बिना देखते हैं तो और क्या है मुझे इसकी एक प्रति दिखाने दें और वहां से कनेक्शन हटा दें इस कनेक्शन के बिना आप देखते हैं कि उस बिंदु से दो मिलीमीटर बह रहे हैं दो मिलीमीटर वहां बह रहे हैं और ये छह वोल्ट पर हैं और अगर मैं यह कनेक्शन बना दूं तो इस तथ्य को भूल जाऊं कि मैंने यह सर्किट उस सर्किट से लिया है अगर आपको यह सर्किट दिया गया था और आपको विश्लेषण करने के लिए कहा गया था तो आप आसानी से देखेंगे कि यह बिंदु छह वोल्ट पर है और इसके माध्यम से करंट दो मिलीएम्प है जिसके माध्यम से धारा 02 मिलीएम्प है क्योंकि आखिरकार यदि आप इस सर्किट को देखें तो ये दो किलो ओम और बीस किलो ओम समानांतर में हैं यह तीन किलो ओम और तीस किलो ओम समानांतर में हैं तो हमारे पास दो किलो ओम समानांतर बीस किलो ओम होगा जो नब्बे बटा तैंतीस किलो ओम है और यदि आप यहां इस वोल्टेज की गणना करते हैं तो यह ठीक छह वोल्ट निकलेगा तो यह वोल्टेज अभी भी छह वोल्ट पर है और ये धाराएं अब यदि आप उदाहरण के लिए इस प्रतिरोधी को देखते हैं तो हमारे पास प्रतिरोधी में चार वोल्ट और उसके माध्यम से दो मिलीमीटर और बीस किलो ओम प्रतिरोधी के माध्यम से बिंदु मिलीमीटर है तो सर्किट में वोल्टेज और धाराएं नहीं बदलती हैं यदि आप दो बिंदु लेते हैं जो संदर्भ नोड के संबंध में एक ही वोल्टेज पर हैं और उन्हें एक साथ जोड़ते हैं अब बाद में देखेंगे कि इसमें कुछ अपवाद है लेकिन अभी के लिए हम इसे सच मान सकते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक ही वोल्टेज के साथ दो नोड्स यह कहने की परवाह किए बिना कि यह कुछ संदर्भ के संबंध में है जाहिर है एक ही संदर्भ के संबंध में दोनों वोल्टेज को एक साथ बांधा जा सकता है यानी आप एक तार ले सकते हैं और सर्किट में वोल्टेज और धाराओं को बदले बिना इन दो नोड्स को छोटा कर सकते हैं मैंने इसे एक उदाहरण के साथ चित्रित किया है वास्तव में यदि आपके पास इस तरह का एक सर्किट है और आपके यहाँ यह तार है तो यह तार शून्य करंट ले जाएगा लाल तार में शून्य धारा प्रवाहित होती है

इसलिए यदि आप इसे तोड़ते हैं तो कुछ भी नहीं होता है करंट अभी भी शून्य रहेगा और कोई बदलाव नहीं होगा ताकि एक और परिणाम के रूप में विचार किया जा सके यदि आपके पास एक तार है जो शून्य धाराओं को ले जा रहा है तो आप वोल्टेज को बदले बिना इसे काट सकते हैं और सर्किट में धाराएं क्योंकि यदि आप किरचॉफ के करंट कानून समीकरणों की कल्पना करते हैं कि या तो नोड वे बिल्कुल समान होंगे यदि आप इस तार को काटते हैं या नहीं क्योंकि यदि आपके पास ये तार हैं तो केवल शून्य करंट प्रवाहित हो रहा था तो इन दो किलो ओम प्रतिरोधों के माध्यम से करंट रजिस्टर के तीन किलो ओम के बराबर है यदि आप इस तार को खोलते हैं तो स्पष्ट रूप से इन दोनों धाराओं का होना एक दूसरे का होना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब हम उस पर वापस आते हैं जो मैं यहाँ कह रहा था क्योंकि ये वोल्टेज सभी एक दूसरे के हैं मैं अभी जो कह रहा हूं वह यह है कि हम उन सभी नोड्स को एक साथ जोड़ सकते हैं इन सभी नोड्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है हम बाकी सर्किट में वोल्टेज या धाराओं को बदले बिना इन नोड्स को जोड़ सकते हैं अब हमारे पास क्या है मुझे इसे कॉपी करने दें अब हमने एक तार लिया है और इन सभी चीजों को छोटा कर दिया है तो यह पूरी बात अब एक एकल नोड है क्योंकि आपने एक तार लिया और उस सारे सामान को छोटा कर दिया इसलिए अगर मैं इसे फिर से लिखता हूं तो मुझे ये सभी शाखाएं यहां मिल जाएंगी एक दो तीन एन एक जहां भी वे कुछ भी जा रहे हैं मुझे यकीन नहीं है कि उनके पास क्या है क्योंकि यह चिंता का विषय नहीं है और यहां यह नोड है उस नोड के समान जो विलय से बनता है ये सभी नोड्स क्योंकि मैंने उन सभी नोड्स को एक साथ छोटा कर दिया है और मेरे पास क्या है मेरे पास समानांतर में मूल रूप से समान वोल्टेज स्रोत हैं अब हमने पहले कहा था कि आपके पास समानांतर में वोल्टेज स्रोत नहीं हो सकते हैं जब तक कि वे समान मूल्य के न हों उस शुरुआत से हमने इन सभी वोल्टेज को बिल्कुल समान मूल्य के रूप में परिभाषित किया है इसलिए हम जिन वोल्टेज को जोड़ते हैं उन्हें एक साथ और समानांतर नहीं जोड़ा जा सकता है और मूल्य v शून्य के एकल वोल्टेज स्रोत के बराबर होगा इसलिए यदि आपके पास कई वोल्टेज स्रोत हैं जो मूल्य के बराबर हैं तो आप उन्हें समानांतर में जोड़ते हैं परिणाम उस मान के एकल वोल्टेज स्रोत के बराबर होता है तो यह वही है जो हमारे पास है और फिर यह वह बिंदु है जो मैंने मूल रूप से कहा था कि V n का वोल्टेज था यह चिंता का विषय है और यह किसी शाखा में जाता है nth वहाँ पर तो हमारे पास अंत में यह है कि यदि हमारे पास n शाखाओं के साथ नोड्स हैं और मान लें कि उनमें से N 1 में यह वोल्टेज एक ही दिशा में और समान परिमाण का है तो यह उसी तरह है जैसे एकल शाखा में nth शाखा में वोल्टेज होना इस बिंदु तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समान हैं अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीछे की ओर जाना है जो कहना है मान लें कि आपके पास N शाखाओं के साथ एक नोड हैI उन्हें 1 2 3 N 1 N लेबल करता हूं और उनमें से एक में इस दिशा में वोल्टेज स्रोत V शून्य है अब यह कुछ भी जा सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वोल्टेज स्रोत करंट स्रोत होने के लिए प्रत्यक्ष क्या है किसी भी घटक को आप चाहते हैं इसी तरह इन शाखाओं में भी कोई घटक हो सकता है ये सिर्फ किसी जगह पर जाने वाले तार हैं लेकिन आपके पास एक नोड है जहां N तार एक साथ जुड़े हुए हैं अब मैं जिस तरह से पहले तर्क करता था उससे पीछे की ओर जाने पर मैं कहूंगा कि यह इन सभी शाखाओं में से प्रत्येक में वोल्टेज स्रोत v शून्य होने के बराबर है इसके अलावा हमने इसे शुरू किया और साबित किया कि यह ऐसा ही है और अधिक दिलचस्प बात यह है कि यहां से वहां जाना है आप देख सकते हैं कि इस मामले में इस वोल्टेज स्रोत को इस शाखा में धकेल दिया गया है उस शाखा में उस शाखा को इसे प्राप्त करने के लिए तो हम इस वोल्टेज स्रोत को लेते हैं इसे वहां धक्का देते हैं इसे उस में धक्का देते हैं इसे उस में धक्का देते हैं और इसे उस में धक्का देते हैं हमें यह विशेष चित्र मिलता है और इसीलिए इस प्रमेय को मैंने मूल रूप से एक वोल्टेज स्रोत को एक नोड में धकेलने का शीर्षक दिया था और ठीक यही हम कर रहे हैं यदि आपके पास इससे जुड़ी कई शाखाओं के साथ नोड है और शाखाओं में से एक में वोल्टेज है स्रोत है कि वोल्टेज स्रोत को नोड के माध्यम से अन्य सभी शाखाओं में धकेला जा सकता है एक नोड से जुड़े वोल्टेज स्रोत को उस नोड से जुड़ी अन्य सभी शाखाओं में धकेला जा सकता है ताकि यह परिणाम हो और यह परिणाम कभी कभी एक निश्चित प्रकार के सर्किट की त्वरित और आसान समझ के लिए उपयोगी होता है और यह कुछ प्रकार के सर्किट के लिए भी उपयोगी होता है विश्लेषण और अन्य सर्किट गुणों को साबित करना और इसी तरह